तो कल हमने मैश विश्लेषण के बारे में चर्चा की और हमने यह भी चर्चा की कि धारा स्रोतों के उपलब्ध होने पर मैश विश्लेषण कैसे किया जाएगा धारा स्रोत स्वतंत्र या निर्भर हो सकता है इसलिए उस विशेष पहलू पर हमने कल की कक्षा में चर्चा की तो आज हम नोडल विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे तो आओ देखते हैं नोड ल विश्लेषण से आपका क्या मतलब है दरअसल नोडल विश्लेषण नोड वोल्टेज का उपयोग करके सर्किट का विश्लेषण करनेकी एक प्रक्रिया है इसलिए मैश विश्लेषण में हम मैश धारा के बारे में अधिक चिंतित थे और हम सर्किट को हल करने के लिए मैश धारा का उपयोग कर रहे थे यहां हम सर्किट को हल करने के लिए सर्किट चर के रूप में नोड वोल्टेज का उपयोग करेंगे अब नोड नेटवर्क का नेटवर्क नोड है जिसे एक बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां दो या अधिक शाखाएं जुड़ती हैं इसलिए यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं तो इस आकृति में आपको 1 2 3 4 5 दिखाई देंगे अब यदि आप नोड 4 नामक इस विशेष नोड को देखते हैं तो आप प्रतिबाधा 𝑍𝐴 और वोल्टेज स्रोत 𝑉𝑋 से जुड़ रहे हैं इसी तरह नोड 1 में आप एक प्रतिबाधा 𝑍𝐷 प्रतिबाधा 𝑍A और एक प्रतिबाधा ZB को जोड़ रहे है तो नोड 1 में तीन कनेक्शन हैं इसी तरह नोड 2 में भी तीन कनेक्शन हैं जो 𝑍𝐵 𝑍𝐸 𝑍𝐶 हैं नोड 5 में केवल दो कनेक्शन होंगे जो 𝑍𝐶 और 𝑉𝑌 हैं उन सभी नोड में से एक नोड को एक रेफेरेंस नोड माना जाता है जो नोड 3 है तो अब यह नोड इस नोड से इस मायने में अलग है कि इस नोड में कम से कम तीन शाखाएँ हैं और इस नोड में केवल दो शाखाएँ हैं तो हम इस विशेष नोड को क्या कहेंगे इस विशेष नोड को प्रमुख नोड कहा जाएगा और बाकी नोड को सरल नोड कहा जाएगा तो इस विशेष सर्किट में प्रमुख नोड क्या हैं तो इस विशेष सर्किट में नोड 1 नोड 2 और नोड 3 प्रमुख नोड हैं जबकि नोड 4 और नोड 5 सरल नोड हैं तो आइए देखते हैं कि मूल नोड का क्या महत्व है नोड वोल्टेज क्या है नोड वोल्टेज एक विशेष नोड का वोल्टेज है जो दूसरे नोड के संबंध में है जिसे रेफेरेंस नोड कहा जाता है तो हम इस चित्र से क्या देख सकते हैं यदि आप इसे 𝑉13 के रूप में कहते हैं जिसका अर्थ है कि नोड संख्या 3 के रेफेरेंस में वोल्टेज तो ये नोड होंगे रेफेरेंस नोड के संबंध में नोड वोल्टेज जो हमारे विशेष मामले में नोड 3 है अब हमें क्या करना है हमें केवल उन नोड लेना है जो प्रिंसिपल नोड हैं और जो वोल्टेज उन नोड को देते हैं वे नोड विश्लेषण के लिए सर्किट वैरिएबल होंगे इसलिए यदि आप इस विशेष चित्र में देखते हैं 𝑉43 𝑉13 𝑉23 और 𝑉53 चार नोड वोल्टेज हैं तो नोड 3 हमेशा शून्य विभव पर होगा क्योंकि हमने इसे एक रेफेरेंस नोड के रूप में माना है इसलिए इस नोड के संबंध में सभी पर विचार किया जाएगा इसलिए नोड 4 नोड 5 सरल नोड हैं जबकि नोड 1 और नोड 2 प्रमुख नोड हैं इसलिए नोडल विश्लेषण का उपयोग करके सर्किट विश्लेषण में हम प्रिंसिपल नोड पर वोल्टेज के बारे में अधिक चिंतित हैं इसलिए हमने देखा है कि नोड 3 को हमने रेफेरेंस नोड के रूप में चुना है अब हमने देखा है कि हम 𝑉13 और 𝑉23 का उल्लेख कर रहे हैं जो कि नोड 3 के संबंध में प्रिंसिपल नोड 1 और 2 में वोल्टेज है अब क्योंकि हम जानते हैं कि नोड 3 रेफेरेंस नोड है इसलिए हम क्या कर सकते हैं सरलता के लिए हम 𝑉1 को 𝑉13 के स्थान पर और 𝑉23 के स्थान पर 𝑉2 लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमेशा रेफेरेंस नोड के रेफेरेंस में होना चाहिए तो 𝑉1 और 𝑉2 नोड वैरिएबल होंगे मूल रूप से हम इसे इस विशेष सर्किट के लिए सर्किट वैरिएबल के रूप में कह सकते हैं अब हमारे नोडल विश्लेषण का उद्देश्य क्या है नोडल विश्लेषण का उद्देश्य सभी प्रमुख नोड पर वोल्टेज के मूल्यों को निर्धारित करना है जो रेफेरेंस नोड के रेफेरेंस में है तो इस मामले में उद्देश्य 𝑉1 और 𝑉2 के वोल्टेज को खोजना है और फिर हम प्रत्येक शाखा में बहने वाली धाराओं को निर्धारित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप इस विशेष सर्किट को देखते हैं यदि आप 𝑉1 और 𝑉2 का मान प्राप्त कर रहे हैं तो आप केवल 𝑉4 का मान ज्ञात कर सकते हैं इसलिए यहां 𝑉43 को 𝑉4 के रूप में लिखा जा सकता है और 𝑉53 को 𝑉5 के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए जब हम 𝑉1 और 𝑉2 का मूल्य जानते हैं तो हम 𝑉4 का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यह केवल 𝑉1−𝑉𝑥 है और 𝑉5 के लिए भी यदि हम 𝑉2 का मूल्य जानते हैं तो हम 𝑉5𝑉2𝑉𝑦 का मान ज्ञात कर सकते हैं तो जब हमें ये नोड वोल्टेज मिलते हैं आप ओम के नियम का उपयोग करके आसानी से धाराओं का मूल्य जान सकते हैं तो अब आप संक्षेप में बता सकते हैं कि नोड वोल्टेज को निर्धारित करने के लिए क्या कदम होंगे पहले आपको रेफेरेंस नोड के रूप में एक नोड का चयन करना होगा फिर शेष n 1 नोड के लिए 𝑉1 𝑉2 𝑉𝑛 कहे जाने वाले वोल्टेज असाइन करें रेफेरेंस नोड के वोल्टेज रेफेरेंस हैं अब आपको n 1 नॉन रेफेरेंस नोड लेना होगा जो कि नोड हैं जो रेफेरेंस नोड के अलावा अन्य हैं और आपको नोड वोल्टेज के रेफेरेंस में शाखा धाराओं को व्यक्त करने के लिए किरचॉफ करेंट लॉ लागू करना होगा और ओम के नियम का उपयोग करना होगा इसलिए यहां आप सभी नॉन रेफेरेंस नोड के लिए समीकरण लिख सकते हैं लेकिन सर्किट का विश्लेषण करते समय आप उन समीकरणों के बारे में अधिक चिंतित होंगे जो आप प्रिंसिपल नोड के लिए लिखते हैं क्योंकि जो समीकरण आप प्रिंसिपल नोड के लिए लिखते हैं वह पहले हल हो जाएगा तब आप पा सकते हैं अन्य नॉन रेफेरेंस नोड वोल्टेज मान अब आपको अज्ञात नोड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए युगपत समीकरणों को हल करना होगा तो ये तीन प्रमुख चरण होंगे जिन्हें आप तब अपनाएँगे जब आपको नोड वाल्टेज का पता लगाना होगा अब हम इस विशेष ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे आइए मान लें कि यह वह सर्किट है जिसे हमने पहले देखा था और हम नोडल विश्लेषण को लागू करेंगे और नोड वोल्टेज V1 और 𝑉2 के मानों को जानने की कोशिश करेंगे और फिर तदनुसार आप वोल्टेज और धाराओं को निकाल सकते हैं यानिकि 𝑉5 और 𝑉4 और शाखाओं में बहने वाली धाराएँ अब हम पहला नोड लेते हैं जो नोड 1 है अब यदि आप नोड 1 देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी शाखा धाराएँ नोड को छोड़ रही हैं आप मानेंगे कि सभी शाखा धाराएँ नोड को छोड़ रही हैं तो किरचॉफ करेंट लॉ के अनुसार उस समय कुछ धाराएँ 0 होंगी तो आप क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि ये तीन धाराएँ हैं जिन्हें आप शायद 𝐼1 𝐼2 और 𝐼3 लिख सकते हैं फिर 𝐼1𝐼2𝐼30 अब आपने KCL लागू कर दिया है अब आपको 𝐼1 𝐼2 और 𝐼3 का मान रखना होगा 𝐼1 का मान क्या है 𝐼1 का मान 𝑉1 और 𝑉4 के बीच वोल्टेज अंतर 𝑍𝐴 से विभाजित होगा तो वोल्टेज 𝑉4 क्या है 𝑉4 कुछ नहीं है लेकिन 𝑉𝑥 क्योंकि 𝑉𝑥 नोड 4 और नोड 3 के बीच जुड़ा हुआ है इसलिए आप 𝐼1 के लिए क्या लिख सकते हैं 𝐼1 आप लिख सकते हैं V1−VxZA 𝐼2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं 𝐼2 बस 𝑉1𝑍𝐷 है और धारा I3 I3 होगा 𝑉1−𝑉2𝑍𝐵 और 𝑉1−𝑉𝑥𝑍𝐴𝑉1𝑍𝐷𝑉1−𝑉2𝑍𝐵0 इसलिए यह वही है जो आपको नोड 1 के मामले में मिलेगा इसी तरह नोड 2 के लिए 𝑉2−𝑉1𝑍𝐵𝑉2𝑍𝐸𝑉2𝑉𝑌𝑍𝐶0 तो आखिरकार आपको क्या मिलेगा आपको अंततः वही समीकरण मिलेगा जो इस स्लाइड में वर्णित है इसलिए आपको ये मूल्य मिलेंगे अब आप क्या कर सकते हैं आप सभी चर को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं जैसे 𝑉1 आप एक 𝑉2 साथ रख सकते हैं आप दोनों 𝑉𝑋 and 𝑉𝑌 को एक साथ दोनों समीकरणों में ले जा सकते हैं अब यदि आप 𝑍𝐴𝑍𝐵𝑍𝐷𝑍𝐶𝑍𝐸 के मूल्यों को जानते हैं तो आप बस मूल्य डाल सकते हैं यह बहुत सरल समीकरण होगा कभी कभी इस रूप में लिखना मुश्किल होता है आप वैकल्पिक रूप से क्या कर सकते हैं आप प्रतिबाधा को प्रवेश्यता 𝑌𝐴 में परिवर्तित कर सकते हैं 𝑌𝐴 1 by ZA के अलावा कुछ नहीं हैं इसी तरह 𝑌𝐵 1 by ZB और 𝑌𝐷 1 by ZD है तो अब आप क्या लिख सकते हैं आप केवल समीकरण को प्रवेश्यता के रूप में लिख सकते हैं और अब आपके पास सरल समीकरण हैं जो आप इसे अज्ञात चर के लिए हल कर सकते हैं जो 𝑉1 और 𝑉2 हैं तो आपके पास दो अज्ञात चर और दो समीकरण हैं जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है इसलिए धारा समीकरण वोल्टेज समीकरणों को बढ़ाते हैं जो रेफेरेंस नोड के अपवाद के साथ नेटवर्क के प्रत्येक मूल नोड पर लिखा जा सकता है तो आपने मूल नोड 1 और 2 के लिए लिखा है और आपको रेफेरेंस नोड के लिए कोई समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए आपको दो समीकरण मिले अब सर्किट के समाधान के लिए आवश्यक समीकरणों की संख्या वास्तव में हमेशा प्रिंसिपल नोड की संख्या से 1 कम है तो इस चित्र में 3 के लिए प्रिंसिपल नोड 1 2 और 3 इसलिए आवश्यक समीकरणों की संख्या 3 minus 1 होगी तो आपको सर्किट को हल करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता है और आपको ये दो समीकरण मिले तो इस समीकरण के निर्माण के साथ आप उन सर्किट को हल कर सकते हैं जो नोड वोल्टेज वाले हैं जो एक चर के रूप में नोड वोल्टेज वाले हैं तो हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ सकें नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए नेटवर्क के लिए हमें वोल्टेज VAB निर्धारित करने की आवश्यकता है इसलिए वोल्टेज VAB का अर्थ है VA VB इसलिए यदि आप B को रेफेरेंस नोड के रूप में लेते हैं तो यह 0 विभव पर हो सकता है इसलिए 0 वोल्ट पर और वोल्टेज VAB नोड A पर केवल वोल्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप कैसे हल करेंगे आपको फिर से प्रिंसिपल नोड का पता लगाना है तो प्रिंसिपल नोड क्या हैं यहाँ प्रिंसिपल नोड 1 और B हैं क्योंकि ये केवल दो नोड हैं जहाँ जुड़ी हुई शाखाओं की संख्या तीन है इसलिए आपको प्रिंसिपल नोड मिल गए हैं अब इसमें से केवल एक नोडल समीकरण की आवश्यकता है क्योंकि आपने B को रेफेरेंस नोड के रूप में लिया है तो आपको नोड 1 पर वोल्टेज को हल करने के लिए केवल एक समीकरण लिखने की आवश्यकता है जो कि 𝑉1 है इसलिए यदि आप नोड 1 पर किरचॉफ करेंट लॉ को लागू करते हैं तो क्या होगा यह करंट 𝐼𝑌 है यह 𝐼𝑋 है और यह करंट I है इसलिए यदि आप लिखते हैं कि I 𝐼𝑋 में जा रहा है और 𝐼𝑌 बाहर आ रहा है तो I 𝐼𝑋𝐼𝑌 के बराबर होगा अब आपको क्या करना है आपको नोड वोल्टेज के रेफेरेंस में धाराओं के मूल्यों को लिखना होगा तो 𝐼𝑋 के लिए मूल्य क्या है यह मूल रूप से नोड है जिसे आपने पहले रेफेरेंस नोड के रूप में लिया है इसलिए 𝐼𝑋 को 𝑉1 divided by the 16 ओम प्रतिरोध से विभाजित किया जाएगा इसी तरह 𝐼𝑦 के लिए आप क्या लिख सकते हैं आप पूर्ण शाखा के प्रतिबाधा से विभाजित 𝑉1 लिख सकते हैं तो अब प्रतिबाधा क्या है यह प्रतिरोध है इसलिए यह 4 है यह प्रेरण है इसलिए आप बस j3 लिख सकते हैं तो धारा 𝐼𝑌 क्या होगा यह 𝑉1 upon 4 j3 होगा और यह धारा मूल्य के बराबर होगा जो उदाहरण में दिया गया है तो अब आपको क्या करना है आपको बस इसे हल करना है क्योंकि यहां आपके पास केवल 1 अज्ञात है और आपको इसे हल करने के लिए एक समीकरण मिला है आप बस V1 को बाहर निकालते हैं और इसे हल करते हैं आपको V1 का मान 791 के साथ कोण 2834 डिग्री मिलेगा तो आपको V1 का मान मिला लेकिन आपका उद्देश्य VA का मान खोजना है तो आप क्या करेंगे आपको पहले 𝐼𝑌𝑉14𝑗3 का मान ज्ञात करना होगा अब हमें यह देखना है कि A और B के बीच के इस विशेष खंड में क्या गिरावट है तो आप क्या करेंगे आप ओम के नियम का उपयोग करेंगे और जो भी धारा बह रही है वह 𝐼𝑌 है और प्रतिरोध 4 से गुणा करने पर नोड वोल्टेज A होगा तो 𝑉𝐴𝐵 क्या होगा 𝐼𝑌∗4 जो प्रतिरोध है इसलिए आप बस 𝐼𝑌 जो बस 𝑉14𝑗3 हैं का मान डालेंगे 𝑉1 आपने अभी अभी पाया है कि 791∠2834◦ 5∠3687◦ 633∠−853◦ V तो यह आप आसानी से हल कर सकते हैं और मूल्य का पता लगा सकते अगला हम एक और उदाहरण लेते हैं यदि आपको नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा प्रवाह को निर्धारित करने के लिए नोडल विश्लेषण का उपयोग करने के लिए कहा जाता है जो इस चित्र में दिखाया गया है तो आप क्या देख सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं कि दो प्रमुख नोड हैं जो नोड 1 और नोड 2 हैं नोड 2 आप इसे एक रेफेरेंस नोड के रूप में ले सकते हैं तो आपको पहले 𝑉1 के मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है जब आप 𝑉1 का मूल्य पाते हैं तो आप बस धारा के मूल्यों को पा सकते हैं जो 𝐼1 𝐼2 और 𝐼3 है यहाँ 𝐼1 𝐼2 और 𝐼3 तीनों नोड 1 से निकलती है इसलिए आप बस 𝐼1𝐼2𝐼30 लिख सकते हैं अब आपको 𝐼1 𝐼2 और 𝐼3 का मान रखना है 𝐼1 क्या है 𝐼1𝑉1−100∠0°25 𝐼2𝑉120 I3𝑉1−50∠90°10 अब यदि आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको V 1 का मान 3370∠5134° मिलेगा तो आपको 𝑉1 का मान मिला है बस आपको 𝑉1 के मानों को 𝐼1 𝐼2 और 𝐼3 में रखना है और जब आप मूल्य डालेंगे तो आपको धाराओं का मान मिलेगा सही तो इस तरह से आप आसानी से उन धाराओं के मूल्य का पता लगा सकते हैं जो इस मामले में शाखा धाराएं हैं और आप सर्किट को हल कर सकते हैं अब इस मामले में एक और उदाहरण लेते हैं कि नोड वोल्टेज को निर्धारित करने की आवश्यकता है लेकिन यहां स्रोत एक स्वतंत्र धारा स्रोत है और दूसरा निर्भर धारा स्रोत है तो इस मामले में जब आपके पास निर्भर और स्वतंत्र धारा स्रोत है तो आप सर्किट को कैसे हल करेंगे आप उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जो हमने पिछले उदाहरण में किया था आपको पहले मूल नोड का पता लगाना होगा तो इस मामले में मूल नोड क्या हैं इस स्थिति में यह प्रिंसिपल नोड होगा क्योंकि यहाँ 1 2 और 3 शाखाएँ मिल रही हैं 2 भी प्रिंसिपल नोड है क्योंकि सभी तीन प्रतिरोध यहाँ जुड़े हुए हैं नोड 3 भी प्रिंसिपल नोड है क्योंकि दो प्रतिरोध और 1 निर्भर धारा स्रोत जुड़ा हुआ है और 0 वैसे भी प्रिंसिपल नोड है लेकिन यह रेफेरेंस नोड है इसलिए हमने इसे रेफेरेंस नोड माना है और अब हम सर्किट को हल करने का प्रयास करेंगे आपको नोड 1 से क्या मिलेगा नोड 1 के मामले में धारा का मान यह है कि यह 𝑖𝑥 है यह I है और यह आप 𝐼1 के रूप में एक और मान लें तो क्या होगा कि आप बस इसे लिख सकते हैं 3 एम्पीयर करंट अंदर जा रहा है और 𝐼1 और 𝑖𝑥 बाहर जा रहे हैं इसलिए आप 𝐼1𝑖𝑥 लिखेंगे अब आपने इस मान को धारा के शब्दों में लिखा है इसे वोल्टेज के शब्दों में बदलो तो आप क्या करेंगे आपने नोड वोल्टेज का मान 𝑉1𝑉2𝑉3 के रूप में निर्दिष्ट किया है जिसका अर्थ है कि आपको हल करने के लिए तीन समीकरणों की आवश्यकता है क्योंकि आपके पास अब तीन अज्ञात 𝑉1𝑉2𝑉3 हैं तो जब आप वोल्टेज 𝑉1 के संदर्भ में धारा 𝐼1 लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं

एक और समीकरण जो आपको मिलता है वह है 3𝑉1−2𝑉2−𝑉312 इसलिए यह वह समीकरण है जो आप नोड 1 पर KCL को लागू करते समय कर सकते हैं इसी तरह नोड 2 के लिए आप लिख सकते हैं 𝑖𝑥 अंदर जा रहा है और 𝐼2 और 𝐼3 बाहर जा रहे हैं इसलिए 𝑖𝑥 𝐼2𝐼3 के बराबर होगा 𝑖𝑥 𝑉1−𝑉22 𝐼2 𝑉2−𝑉38 और 𝐼3𝑉24 के भी बराबर है इसलिए जब आप हल करते हैं तो आपको 𝑉1𝑉2𝑉3 के संदर्भ में एक और समीकरण मिलता है इसी तरह नोड 3 के लिए यदि आप इस मामले में लिखते हैं तो नोड 3 𝐼2𝐼1 प्लस होगा क्योंकि यह नीचे की दिशा में है इसलिए आप लिख सकते हैं कि यह बाहर जा रहा है ये दोनों नोड में जा रहे हैं इसलिए आप 2𝑖𝑥𝐼2𝐼1 लिख सकते हैं सही है लेकिन 𝑖𝑥 𝑉1−𝑉22 तो आप इस निर्भर धारा स्रोत में केवल 𝑖𝑥 का मान रखेंगे इसलिए आपको 2𝑖𝑥 2𝑉1−𝑉22 का मान मिलेगा और फिर बस 𝐼1 𝑉1−𝑉34 और 𝐼2 𝑉2−𝑉38 इसलिए आपको नोड 3 से एक और समीकरण मिला अब आपके पास तीन अज्ञात 𝑉1 𝑉2 और 𝑉3 हैं और आपको तीन समीकरण मिले हैं जो 3𝑉1−2𝑉2−𝑉312 और −4𝑉17𝑉2−𝑉30 और 2𝑉1−3𝑉2𝑉30 हैं तो अब आपके पास तीन समीकरण हैं तीन अज्ञात यदि आप उन सभी तीन समीकरणों को हल करते हैं तो आपको बस 𝑉1 𝑉2 और 𝑉3 का मूल्य मिलेगा तो नोड वोल्टेज जो निकालने के लिए कहा जाता है इस तरह से गणना की गई है तो इस तरह से आप नोडल विश्लेषण की मदद से किसी भी प्रकार के सर्किट को हल कर सकते हैं इसलिए इस विशेष सप्ताह में हमने नोड वोल्टेज नोडल विश्लेषण और मैश विश्लेषण के बारे में चर्चा की इसलिए जब भी आप देखते हैं कि आपको धाराओं के संदर्भ में सर्किट मापदंडों को खोजने की आवश्यकता है तो आप मैश विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं और जब आपसे पूछा जाता है कि नोड वोल्टेज का पता लगाएं तो आप नोडल विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप दोनों विश्लेषणों की तुलना करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैश विश्लेषण किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर आधारित है और नोडल विश्लेषण किरचॉफ करंट लॉ पर निर्भर करता है लेकिन कभी कभी सर्किट को हल करने के लिए आपको किरचॉफ के दोनों नियमों की आवश्यकता हो सकती है जो वोल्टेज नियम और धारा नियम है इसलिए इसके साथ हम आज के सत्र को बंद कर देंगे अगले सप्ताह हम विभिन्न नेटवर्क प्रमेयों के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद